ठीक है तो अब हम कोड के रिसीवर भाग को देखते हैं इसलिए जैसा कि हम देखते हैं कि रिसीवर का हिस्सा केंद्र के समान है हमारे पास अभी भी ये मेमोरी एक्सेस हैं जो किए गए हैं लेकिन यहां प्रमुख अंतर यह है कि ब्लॉक मेमोरी एक्सेस वास्तव में समयबद्ध है इसलिए टाइमिंग फ़ंक्शन कॉल rdtsc द्वारा किया जाता है इसलिए यह rdtsc फ़ंक्शन रिटर्न करता है जिसे टाइम स्टैम्प के रूप में जाना जाता है वास्तव में इन निर्देशों को निष्पादित करने से पहले हम टाइमस्टैम्प को मापते हैं और इन निर्देशों को निष्पादित भी करते हैं इसलिए अंत प्रारंभ आपको इन निर्देशों को निष्पादित करने के लिए लिया गया समय देगा rdtsc फ़ंक्शन प्राप्त होता है यहां rdtsc निर्देश के रूप में ज्ञात कुछ का उपयोग करता है जो सभी इंटेल प्लेटफार्मों या इंटेल प्रोसेसर द्वारा समर्थित है तो यह निर्देश अनिवार्य रूप से एक टाइमस्टैम्प काउंटर को पढ़ता है इसलिए सभी इंटेल मशीनें एक काउंटर बनाए रखती हैं यह एक 128 बिट काउंटर है जो रीसेट के समय 0 से शुरू होता है और हर घड़ी पल्स पर लागू होता है इसलिए rdtsc निर्देश तब विशेष घटना पर उस टाइमस्टैम्प काउंटर को पढ़ता है तो हमारे पास इस rdtsc फ़ंक्शन के 2 संस्करण हैं एक 32 बिट के लिए है और दूसरा 64 बिट के लिए है और यदि आप अपने स्वयं के मशीन पर इस विशेष गुप्त चैनल को वास्तव में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं तो आप इन 2 में से किसी एक को कार्य करने में सक्षम कर सकते हैं इसलिए कहा जा रहा है कि अगली चीज़ जिसे हम वास्तव में देखते हैं वहाँ एक सीमा के रूप में जाना जाता है जिसे परिभाषित भी किया जाता है इसलिए अंत प्रारंभ आपको इन 8 निर्देशों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समय देता है और हम देखते हैं कि इस सेट के लिए रिकॉर्ड किया गया समय निर्देश अत्यधिक नोआईजी हो सकते हैं नोआईज कुछ अन्य पहलुओं के कारण आ सकता है जो प्रोसेसर में चल रहे हैं उदाहरण के लिए एक पेज फॉल्ट व्यवधान इत्यादि और इन को फ़िल्टर करने की आवश्यकता है इसलिए प्रति प्रोसेसर पर आधार या प्रति सिस्टम आधार पर थ्रेशोल्ड का चयन किया जाना चाहिए और इसे बहुत सटीक होने की आवश्यकता नहीं है इस कोड में हमने थ्रेशोल्ड को 1750 के मान से परिभाषित किया है इसलिए यह मान काफी अच्छा होना चाहिए ताकि इंटरप्ट और अन्य पहलुओं जैसे कि कांटेक्ट स्विच इत्यादि नोआईज के कारण फ़िल्टर किया जा सके लेकिन अभी तक बड़े बड़े को अनुमति देने के लिए पर्याप्त या कैश हिट और कैश मिस के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए इनमें से किसी भी समय के लिए जो कि थ्रेशोल्ड से कम है हम एक आवृत्ति वितरण तालिका के रूप में ज्ञात कुछ बनाए रखते हैं और पहचानते हैं कि किसी विशेष समय को कितनी बार देखा जाता है तो इस विशेष पुनरावृत्ति के अंत में जो कि समय अवधि है और याद करते हैं कि समय अवधि 2 24 पर सेट है हम इन आवृत्ति वितरण तालिकाओं का उपयोग यह पहचानने के लिए करते हैं कि कैश हिट है या कैश मिस अब एक कैश मिस का अर्थ होगा कि प्रेषक ने वास्तव में उस विशेष पोर्ट के माध्यम से कुछ भेजा है तो इसका मतलब होगा कि प्रेषक ने वास्तव में उस संबंधित सेट में कुछ लोड किया है और इसलिए उस सेट से रिसीवर डेटा को निकाला गया है और इसलिए जब रिसीवर वास्तव में होता है उस सेट के माध्यम से एक्सेस करने से कैश मिस हो जाएगा और मेमोरी एक्सेस को पूरा करने के लिए L2 LLC या DRAM जैसे निचले स्तर के कैश में जाना होगा इसलिए यह आम तौर पर अधिक समय लेगा जिसे हमने समय दिया है और यह समय वास्तव में आवृत्ति वितरण में दिखाई देगा इसलिए इस तरह से विभिन्न सेटों के लिए 10 20 30 और 40 के लिए विभिन्न आवृत्ति वितरण का अवलोकन करने पर रिसीवर समझने में सक्षम होगा जो भी प्रेषक द्वारा प्रेषित किया गया है तो यह तब 0s और 1s की पहचान करने में सक्षम होगा यह पहचानने में सक्षम होगा कि क्या यह विषम बिट था या एक सम बिट था कि प्रेषक वास्तव में संचारित था तो इस तरह से हमने जो देखा है वह है 2 स्वतंत्र प्रक्रियाएं प्रेषक और एक रिसीवर इस गुप्त चैनल के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करने में सक्षम होने के नाते यह बहुत ही अप्रत्यक्ष चैनल है और इस रेखांकित मंच द्वारा हासिल की गई सभी सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम है जैसे गुप्त चैनलों को केवल कैश तक सीमित नहीं किया जा सकता है लेकिन अन्य पहलुओं या अन्य प्रोसेसर और सिस्टम स्तर की विशेषताएं जैसे फ़ाइल सिस्टम पेज फॉल्ट और अन्य चीजें जैसे कुंजी स्ट्रोक और इसी तरह से गुप्त चैनल के स्रोत के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है